तो पिछले हफ्ते में हमने दो बहुत ही महत्वपूर्ण थेओरेम्स के बारे में चर्चा की जो सुपरपोजिशन थ्योरम के साथ साथ थेवेनिन थ्योरम Thevenins theorem भी थी इसलिए हम इस सप्ताह में कुछ अन्य थेओरेम्स के साथ चलेंगे जो सर्किट एनालिसिस उद्देश्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और हम आज नॉर्टन थ्योरम Nortons Theorem के साथ शुरू करेंगे आइए देखते हैं कि इसका क्या मतलब है यदि आपको याद है कि हमने पिछले हफ्ते थेवेनिन थ्योरम Thevenins theorem के बारे में चर्चा की थी कि थेवेनिन थ्योरम Thevenins theorem को फ्रांसीसी टेलीग्राफ इंजीनियर ने 1883 में दिया था तब 43 साल बाद 1926 के लगभग E L Norton नामक एक अन्य अमेरिकी इंजीनियर ने नॉर्टन थ्योरम Nortons Theorem नामक थ्योरम दिया नॉर्टन USA की टेलीफोन लैब में बेल टेक्निकल में इंजीनियर थे तो नॉर्टन थ्योरम Nortons Theorem का क्या अर्थ है तो नॉर्टन थ्योरम Nortons Theorem का कहना है कि एक लीनियर दो टर्मिनल सर्किट को एक्विवैलेन्ट सर्किट से बदला जा सकता है जिसमें एक करंट सोर्स होता है जिसमें रजिस्टर के समान होता है जहाँ को टर्मिनलों के माध्यम से शॉर्ट सर्किट करंट माना जाता है और टर्मिनलों पर इनपुट या एक्विवैलेन्ट रेजिस्टेंस होता है जब इंडिपेंडेंट सोर्सेज को बंद कर दिया जाता है तो फिर से बंद का मतलब है कि वोल्टेज सोर्स शार्ट सर्किटेड किया जाएगा और करंट सोर्स ओपन सर्किटेड होगा अब यदि आप थेवेनिन थ्योरम Thevenins theorem के साथ सहसंबंध रखते हैं तो आप फिर से देखेंगे जैसा कि हमने थेवेनिन थ्योरम Thevenins theorem में देखा था कि हमारा मुख्य संबंध और के मूल्य का पता लगाना था इसी तरह नॉर्टन थ्योरम Nortons Theorem में भी हमें यह पता लगाना है कि और क्या है तो अब हम लीनियर दो टर्मिनल सर्किट से नॉर्टन थ्योरम Nortons Theorem को समझते हैं यह अज्ञात सर्किट है जो दो टर्मिनल लीनियर है और हमें टर्मिनल a b में सर्किट के नॉर्टन एक्विवैलेन्ट Nortons equivalent का पता लगाने की आवश्यकता है तो यदि आप याद करते हैं कि हमने थेवेनिन थ्योरम Thevenins theorem के मामले में क्या चर्चा की थी कि लीनियर दो टर्मिनल सर्किट को इस एक्विवैलेन्ट या थेवेनिन एक्विवैलेन्ट सर्किट से बदला जा सकता है तो वह कौन सा सिद्धांत था आपने देखा कि थेवेनिन एक्विवैलेन्ट कुछ भी नहीं था लेकिन के साथ सीरीज में नामक एक रेजिस्टेंस और जो इन नोड्स के बीच माना जाता था अब यदि आप नॉर्टन थ्योरम Nortons Theorem के मामले में फिर से देखते हैं तो क्या होगा आप सर्किट को नॉर्टन एक्विवैलेन्ट Nortons equivalent में बदल देंगे जहाँ नॉर्टन एक्विवैलेन्ट Nortons equivalent में एक रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में करंट सोर्स होगा इसलिए यह आपका नॉर्टन एक्विवैलेन्ट सर्किट Nortons equivalent circuit है जो लीनियर दो टर्मिनल है अब यदि आप इसे इन दो सर्किट्स को देखते हैं जो कि थेवेनिन और नॉर्टन एक्विवैलेन्ट Thevenins and Nortons equivalent हैं तो वे फैशन में बहुत समान दिखते हैं यदि आप पिछले सप्ताह में चर्चा की गई सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को याद करते हैं तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि क्या आप वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो क्या होगा द्वारा विभाजित वोल्टेज सोर्स जो सीरीज में रेजिस्टेंस है यहां करंट सोर्स के मूल्य के अलावा कुछ नहीं होगा तो आप क्या कह सकते हैं and इसलिए यदि आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो आपको पता चलेगा कि थेवेनिन एक्विवैलेन्ट को नॉर्टन एक्विवैलेन्ट Nortons equivalent में परिवर्तित किया जा सकता है इसलिए इस सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक का उपयोग करके आप कह सकते हैं कि थेवेनिन रेजिस्टेंस नॉर्टन रेजिस्टेंस Nortons resistance के अलावा और कुछ नहीं है तो अब नॉर्टन एक्विवैलेन्ट Nortons equivalent करंट हम कैसे पता लगाएंगे जो नेटवर्क हमें दिया गया है उस पर शॉर्ट सर्किट परीक्षण करते हुए हम पता लगाएंगे तो अब अगर आप इस मामले में देखते हैं कि क्या यह दो टर्मिनल लीनियर सर्किट है तो हमें इन दो टर्मिनलों को शॉर्ट सर्किट करना होगा और हमें शॉर्ट सर्किट करंट को मापना होगा अब जब हम शॉर्ट सर्किट करंट का पता लगाते हैं तो हमें पता चलेगा कि शॉर्ट सर्किट करंट नॉर्टन करंट Nortons current के अलावा और कुछ नहीं है कैसे अब यदि आप नॉर्टन के एक्विवैलेन्ट सर्किट को देखते हैं तो यदि आप a और b को शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं शॉर्ट सर्किट टर्मिनल a b के बीच जो करंट प्रवाहित होती है तो कुछ भी नहीं लेकिन होगी क्यों शॉर्ट सर्किट के कारण एक महत्वपूर्ण कॉम्पोनेन्ट नहीं होगा क्योंकि यह फिर से शॉर्ट सर्किटेड होगा इसलिए करंट शॉर्ट सर्किट करंट के अलावा कुछ नहीं होगी इसलिए यही कारण है कि जब हम टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट करते हैं तो हमें शॉर्ट सर्किट करंट नॉर्टन करंट Nortons current के अलावा कुछ नहीं मिलता है तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि नॉर्टन एक्विवैलेन्ट सर्किट Nortons equivalent circuit यदि आप नॉर्टन एक्विवैलेन्ट सर्किट Nortons equivalent circuit को यहाँ खींचते हैं तो रेजिस्टेंस करंट a b के बीच है इसलिए यदि आप इन दोनों की तुलना करते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों सर्किट एक्विवैलेन्ट हैं क्योंकि टर्मिनल a और b में उनकी V I विशेषताएँ समान हैं तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि नॉर्टन करंट Nortons current का मान जो है वह शॉर्ट सर्किट करंट के अलावा और कुछ नहीं है जो शॉर्ट सर्किटेड होने पर a और b के बीच बह रहा है इसलिए आप विभिन्न सर्किट तकनीकों की मदद से गणना कर सकते हैं जैसे हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ करंट लॉ और थेवेनिन रेजिस्टेंस की चर्चा की है जो कुछ भी नहीं है लेकिन नॉर्टन रेजिस्टेंस Nortons resistance भी उसी तकनीक का उपयोग कर सकता है जिसका हम उपयोग करते समय उपयोग करते हैं नॉर्टन रेजिस्टेंस Nortons resistance के मूल्य का पता लगाने के लिए थेवेनिन थ्योरम Thevenins theorem पर चर्चा करना अब जैसा कि हमने इस मामले में थेवेनिन थ्योरम Thevenins theorem के मामले में चर्चा की आपके पास भी दो विकल्प होंगे बल्कि हम कहते हैं कि नॉर्टन रेजिस्टेंस Nortons resistance के मूल्य का पता लगाने के लिए दो मामले हैं पहला मामला यह है कि जब आपके पास नेटवर्क है जिसमें कोई डिपेंडेंट सोर्स नहीं है तो उस स्थिति में हमें क्या करना है हमें इंडिपेंडेंट सोर्सेज को बंद करना होगा अब का मान क्या होगा और कुछ नहीं होगा लेकिन नेटवर्क के इनपुट रेजिस्टेंस को टर्मिनलों a और b के बीच देख रहे हैं जो कि हमने पिछले चित्र में देखा था इसलिए यदि आप a b साइड से देखते हैं तो इनपुट रेजिस्टेंस नॉर्टन रेजिस्टेंस Nortons resistance के अलावा और कुछ नहीं होगा तो आपको एक इनपुट रेजिस्टेंस के रूप में मिलेगा जो टर्मिनल a और b के बीच होगा दूसरा मामला वह होगा जब नेटवर्क पर डिपेंडेंट सोर्स हों तो हमें क्या करना है हम केवल उन इंडिपेंडेंट सोर्सेज को बंद कर सकते हैं जो सर्किट से जुड़े डिपेंडेंट सोर्सेज को छोड़ते समय नेटवर्क से जुड़े होते हैं अब जैसा कि हमने इस थ्योरम में थेवेनिन थ्योरम Thevenins theorem के साथ देखा डिपेंडेंट सोर्सेज को भी बंद नहीं किया जा सकता क्योंकि वे सर्किट वेरिएबल्स द्वारा नियंत्रित होते हैं इसलिए हम नेटवर्क में डिपेंडेंट सोर्सेज को रखेंगे और हम सर्किट का समाधान कर यह पता लगाने में करेंगे कि नॉर्टन करंट Nortons current है और जो नॉर्टन रेजिस्टेंस Nortons resistance है तो उस मामले में हमें क्या करना है हमें फिर से वैसा ही करना होगा जैसा कि हमने थेवेनिन थ्योरम Thevenins theorem के मामले में किया था यहाँ भी हम वोल्टेज v को a b टर्मिनलों पर लागू करेंगे और करंट को निर्धारित करेंगे और इन मूल्यों का उपयोग करके हम आसानी से का मान ज्ञात कर सकते हैं जो कुछ भी नहीं है समान नहींको तो नॉर्टन रेजिस्टेंस Nortons resistance और थेवेनिन रेजिस्टेंस समान होगा अब आइए हम थेवेनिन सर्किट और नॉर्टन सर्किट के बीच घनिष्ठ संबंध को समझें हमने अभी यह स्थापित किया है कि यानी कि थेवेनिन रेजिस्टेंस नॉर्टन रेजिस्टेंस Nortons resistance के बराबर है और जैसा कि हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के मामले में चर्चा की है हमने यहां चर्चा की है कि हमने यह स्थापित किया कि जब हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो नॉर्टन करंट Nortons current के अलावा और कुछ नहीं है इसलिए हम कह सकते हैं कि थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम Nortons Theorem किसी भी तरह एक दूसरे के साथ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से संबंधित हैं तो के बराबर है और इसमें नॉर्टन करंट Nortons current के बराबर होगा तो आप बस कह सकते हैं कि यह एक सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा और कुछ नहीं है यही कारण है कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को थेवेनिन नॉर्टन ट्रांसफॉर्मेशन Thevenin Nortons transformation के रूप में भी कहा जाता है अब उपरोक्त संबंध के अनुसार हम क्या देख सकते हैं कि और संबंधित हैं इसलिए थेवेनिन या नॉर्टन एक्विवैलेन्ट सर्किट Nortons equivalent circuit को निर्धारित करने के लिए हमें केवल एक सर्किट एनालिसिस तकनीक की सहायता से उन्हें खोजने की आवश्यकता है जो कि मेष एनालिसिस या नोडल एनालिसिस हो सकता है तो हमारे पास और अज्ञात वेरिएबल हैं जिन्हें हमें पता लगाना है तो हम आम तौर पर क्या करते हैं हम टर्मिनल a b में ओपन सर्किटेड वोल्टेज का पता लगाते हैं क्योंकि थेवेनिन के मामले में हमें थेवेनिन वोल्टेज का पता लगाना है हमें उस वोल्टेज का पता लगाना है जो टर्मिनल a b पर ओपन वोल्टेज है और हमें टर्मिनल a b में शॉर्ट सर्किट करंट का पता लगाना होगा जिसकी आवश्यकता तब होती है जब हम नॉर्टन एक्विवैलेन्ट Nortons equivalent का पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं और फिर इनपुट रेजिस्टेंस के माध्यम से टर्मिनल a और b देखो जब सभी इंडिपेंडेंट सोर्सेज को बंद कर दिया जाता है तो ये के बराबर होगा और कुछ नहीं होगा या आप कह सकते हैं कि यह के बराबर भी है क्योंकि और अनिवार्य रूप से समान हैं ये तीन अज्ञात मात्राएं जैसे और हैं इसलिए हमें उनमें से दो की गणना करने की आवश्यकता है और फिर हम तीसरे का पता लगाने के लिए ओम्स लॉ का उपयोग करते हैं तो हमें क्या मिलता है टर्मिनल a b पर ओपन सर्किटेड वोल्टेज के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है नॉर्टन करंट Nortons current कुछ भी नहीं है लेकिन यह a और b दोनों के बीच बहने वाली शॉर्ट सर्किट करंट है जब दोनों शॉर्ट सर्किटेड होते हैं और फिर जो कि थेवेनिन रेजिस्टेंस है वह ओपन सर्किटेड वोल्टेज से विभाजित शॉर्ट सर्किट करंट के अलावा कुछ भी नहीं है और यह नॉर्टन रेजिस्टेंस Nortons resistance के बराबर होगा तो अब आप सारांश में कह सकते हैं कि ओपन और शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो हम टर्मिनल a b पर करते हैं किसी भी सर्किट के थेवेनिन या नॉर्टन एक्विवैलेन्ट Nortons equivalent को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त हैं जिसमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट सोर्स होता है इसलिए यह आवश्यक है क्योंकि जब हमने थेवेनिन थ्योरम Thevenins theorem पर चर्चा की और हमने डिपेंडेंट सोर्सेज पर चर्चा की तो हमने पाया स्थिर किया कि यदि आपके पास इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है तो आप का मूल्य निर्धारित नहीं कर सकते तो इसी तरह इस मामले में भी यदि आपके पास डिपेंडेंट सोर्स नहीं है तो आपके पास सर्किट में कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है तो आप करंट के मूल्य को स्थिर नहीं कर सकते इसलिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि कम से कम एक इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए जो आपको थेवेनिन और नॉर्टन एक्विवैलेन्ट Thevenins and Nortons equivalent के मूल्य को निर्धारित करने में मदद करता है अब हम एक उदाहरण की मदद से अवधारणा को समझते हैं तो सर्किट में जो चित्र में दिया गया है हमें नॉर्टन एक्विवैलेन्ट सर्किट Nortons equivalent circuit का पता लगाने की आवश्यकता है अब हम नॉर्टन रेजिस्टेंस Nortons resistance के मूल्य का भी पता लगा सकते हैं जैसे कि हमने थेवेनिन एक्विवैलेन्ट सर्किट का मूल्य पाया है जिसका अर्थ है कि हमें क्या करना है हमें वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करना होगा और करंट सोर्स को ओपन सर्किटेड करना होगा तो अपडेटेड सर्किट क्या होगा अपडेटेड सर्किट ऐसा दिखाई देगा जैसा कि चित्र में दिखाया गया है जहां वोल्टेज वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किटेड है और करंट सोर्स ओपन सर्किटेड है और इसे केवल रेसिस्टेन्सेस के साथ छोड़ दिया गया है तो हमारे पास 8 ओम के 4 रेजिस्टेंस हैं 5 ओम फिर से 8 ओम और 4 ओम हैं तो ये इस संयोजन में हैं जब आप रेजिस्टेंस को देखते हैं जो कि टर्मिनल a b पर इनपुट रेजिस्टेंस है जो नॉर्टन रेजिस्टेंस Nortons resistance के अलावा कुछ नहीं होगा या आप थेवेनिन रेजिस्टेंस कह सकते हैं इसका क्या मूल्य होगा यदि आप सर्किट देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि अब अगला काम यह पता लगाना होगा कि क्या शॉर्ट सर्किट करंट तो उस मामले में हमें क्या करना है हमें पहले टर्मिनल a b को शॉर्ट सर्किट करना होगा इसलिए हमें टर्मिनल a b के माध्यम से बहने वाले शॉर्ट सर्किट करंट का पता लगाना होगा और यह नॉर्टन करंट Nortons current के अलावा कुछ नहीं होगा अब यदि आप मूल सर्किट देखते हैं तो हमारे पास बस शॉर्ट सर्किटेड टर्मिनल a b है अब जब आप टर्मिनल a b को शॉर्ट सर्किट करेंगे तब क्या होगा यदि आप सर्किट को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि 5 ओम अब शॉर्ट सर्किट वायर के पैरेलल है तो इसका मतलब है कि 5 ओम रेजिस्टेंस भी शार्ट सर्किटेड है ताकि आप सर्किट से इस 5 ओम रेजिस्टेंस की उपेक्षा कर सकें तो इस तरह से हम केवल दो मेषों के साथ रह जाएंगे जो कि जुड़े होंगे हम कहते हैं कि यह के रूप में मेष करंट है और यह के रूप में मेष करंट है जो 4 ओम 8 ओम और फिर शॉर्ट सर्किट वायर के माध्यम से फिर 8 ओम और 12 वोल्ट सोर्स के माध्यम से बह रहा है तो अब आपके पास सर्किट में दो मेष हैं जो हम इन दो मेष से प्राप्त करते हैं यदि आप मेष को देखते हैं तो मेष करंट का मान 2 एम्पीयर के बराबर है तो यह आप आसानी से सर्किट देख सकते हैं क्योंकि 2 एंपियर करंट सोर्स है जो मेष में उपलब्ध है इसलिए करंट कुछ नहीं बल्कि 2 एम्पीयर था अगला आपको करंटके मूल्य का पता लगाने की आवश्यकता है तो आपको कैसे मिलेगा आपको बस इस मेष के लिए मेष समीकरण लिखना होगा अब आप के मूल्य को जानते हैं जिसका उपयोग कर आप करंट प्राप्त करते हैं जो कि शॉर्ट सर्किट करंट के अलावा और कुछ नहीं है क्योंकि कुछ नहीं है लेकिन यहाँ शॉर्ट सर्किट भी एक नॉर्टन करंट Nortons current है और आपको नॉर्टन करंट Nortons current का मान 1 एम्पियर मिलता है तो नॉर्टन एक्विवैलेन्ट Nortons equivalent आपको क्या मिलेगा जैसा कि चित्र में दिखाया गया है आपको नॉर्टन एक्विवैलेन्ट Nortons equivalent मिलेगा अब आपके पास टर्मिनल a और b होगा जो आपने अभी 4 ओम के बराबर गणना की है और यह 1 एम्पीयर है तो मूल रूप से नॉर्टन एक्विवैलेन्ट सर्किट Nortons equivalent circuit है जब यह शॉर्ट सर्किटेड नहीं होता है तो 4 ओम रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में 1 एम्पीयर होगा तो अब आपको अगला नॉर्टन एक्विवैलेन्ट Nortons equivalent मिला जो आप कर सकते हैं नॉर्टन करंट Nortons current की गणना थेवेनिन रेजिस्टेंस द्वारा विभाजित थेवेनिन वोल्टेज की मदद से की जा सकती है तो हमें क्या करना है हमें थेवेनिन थ्योरम Thevenins theorem के ज्ञान का उपयोग करना होगा और हमें यह पता लगाना होगा कि टर्मिनल a और b में ओपन सर्किटेड वोल्टेज क्या होंगे इसलिए अब यदि आप इस चित्र को फिर से देखते हैं तो हम थेवेनिन रेजिस्टेंस के मूल्य का पता लगाने नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि थेवेनिन रेजिस्टेंस नॉर्टन रेजिस्टेंस Nortons resistance के बराबर है और जिसे हमने 4 ओम के रूप में प्राप्त किया है अब अगला कार्य जो हमें करना है वह यह है कि हमें थेवेनिन वोल्टेज का मूल्य ज्ञात करना है और यह टर्मिनल a b पर ओपन सर्किटेड वोल्टेज के अलावा और कुछ नहीं है यदि आप सर्किट देखते हैं तो आपको सर्किट में दो मेष मिलेंगे आइए हम कहते हैं कि मेष करंट और है अब का मान क्या होगा का मान 2 एम्पीयर होगा जिसे आप इस मेष से देख सकते हैं अब फिर से के मान का पता लगाने के लिए आप 12 के साथ शुरू करेंगे जो कि आप माइनस से प्लस से शुरू कर रहे हैं जब करंट की दिशा इस तरफ से देखी जाती है तो आपके पास अब इस रेजिस्टेंस में 4 रेजिस्टेंस हैं करंट इस दिशा में है इस दिशा में है तो आपको इस दिशा में मिलेगा और इस दिशा में ताकि आपको एक कॉम्पोनेन्ट के रूप में मिलेगा और फिर आप सभी रेजिस्टेंसों को जोड़ और द्वारा गुणा कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा आपको मिलता है तो इस मेष के लिए आपने जैसे समीकरण को विकसित किया है और चूंकि आपको पता है कि का मूल्य आपने के मान को यहां रखा है और आपको कुछ नहीं बल्कि 08 एम्पीयर मिलेगा अब ओपन सर्किटेड वोल्टेज का मूल्य क्या होगा ओपन सर्किटेड वोल्टेज का मान होगा जो कि आपके थेवेनिन वोल्टेज के अलावा कुछ नहीं है अब हमें थेवेनिन वोल्टेज मिला है हमें थेवेनिन रेजिस्टेंस मिला है इसलिए इस फॉर्मूले का उपयोग करके आपको नॉर्टन करंट Nortons current का मान 1 एम्पीयर के रूप में फिर से मिलता है और यही हमने गणना की जब हमने सीधे नॉर्टन थ्योरम Nortons Theorem को लागू किया इसलिए हम कह सकते हैं कि थेवेनिन थ्योरम Thevenins theorem और नॉर्टन थ्योरम Nortons Theorem एक दूसरे के लिए ड्यूल हैं आप बस सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग कर सकते हैं और उन्हें नॉर्टन से थेवेनिन और थेवेनिन से नॉर्टन एक्विवैलेन्ट सर्किट Nortons equivalent circuit ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं तो अंत में आपको नॉर्टन एक्विवैलेन्ट Nortons equivalent मिला जहां आपके पास 4 ओम रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में 1 एम्पीयर है तो अब हम एक और उदाहरण देखते हैं जहां आपको चित्र में दिए गए सर्किट के लिए नॉर्टन एक्विवैलेन्ट Nortons equivalent का पता लगाने की आवश्यकता है अब यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 4 एम्पीयर करंट सोर्स है वह दोनों मेष के लिए सामान्य है हम अपने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक का उपयोग कर सकते हैं और फिर हम नॉर्टन करंट Nortons current के मूल्यों का पता लगा सकते हैं तो पहले हमें यह पता लगाने की कोशिश करें कि नॉर्टन रेजिस्टेंस Nortons resistance का मूल्य क्या होगा जो कि इनपुट रेजिस्टेंस है जब आप इसे इस a b टर्मिनल के माध्यम से देखेंगे तो हमें क्या करना है हमें वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट करना होगा तो हमें क्या मिलेगा हम इस तरह सर्किट प्राप्त करेंगे इसलिए यह 3 ओम ओपन सर्किटेड होगा क्योंकि करंट सोर्स ओपन सर्किटेड होगा तो आपके पास 6 ओम है यह 3 ओम है और यह टर्मिनल a और b है इसलिए जब आप इस अपडेटेड सर्किट को देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि 3 ओम और 3 ओम सीरीज में हैं और इन 3 ओम का सीरीज संयोजन 6 ओम पैरेलल है तो आपको क्या मिलेगा आप अंततः 6 ओम को और एक 6 ओम रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में प्राप्त करते हैं तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि का मान 6 ओम के पैरेलल 6 ओम के अलावा कुछ नहीं है इसलिए आपको अब नॉर्टन रेजिस्टेंस Nortons resistance 3 ओम मिला है अब अगला काम नॉर्टन करंट Nortons current के मूल्य का पता लगाना है तो आप क्या करेंगे आइए हम नॉर्टन करंट Nortons current की गणना सर्किट की सहायता से करते हैं हम बस टर्मिनल a b को शॉर्ट सर्किट करेंगे तो सर्किट हमें शॉर्ट सर्किट करंट को यहां लागू करने देगा ताकि यहां आपके पास शॉर्ट सर्किटेड करंटहो अब जब आपके पास यह टर्मिनल a b शॉर्ट सर्किटेड हो तो 6 ओम रेजिस्टेंस अप्रासंगिक हो जाएगा तो आपके पास बस 4 एम्पीयर करंट सोर्स 3 ओम रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट है और 3 ओम रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में यह 15 वोल्ट वोल्टेज सोर्स है अब यदि आप सर्किट के इस विशेष सेगमेंट को देखते हैं तो सर्किट का यह सेगमेंट कुछ नहीं है लेकिन वोल्टेज के साथ सीरीज में 1 रेजिस्टेंस के साथ आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लागू कर सकते हैं तो क्या होगा आप इसे रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में करंट सोर्स से बदल देंगे इस करंट सोर्स का मूल्य क्या होगा करंट सोर्स मूल्य 15 बाय 3 होगा जो कि 5 एम्पीयर के अलावा और कुछ नहीं है और एक रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस का मान 3 ओम होगा अब आपके पास दिए गए करंट सोर्स हैं और आपके पास एक और 3 ओम रेजिस्टेंस है और फिर आपके पास टर्मिनल a b है और यह शॉर्ट सर्किट करंट है अब यदि आप देखते हैं कि ये दो करंट सोर्स पैरेलल में हैं तो आप अपडेट किए गए दोनों करंट सोर्स को जोड़ सकते हैं और यह 9 एम्पीयर हो जाएगा तो आपके पास सीरीज में 3 ओम रेजिस्टेंस पैरेलल में 3 ओम का एक और रेजिस्टेंस होगा और फिर आपके पास टर्मिनल a b शार्ट सर्किटेड होगा अब आप जानते हैं कि आप सर्किट को फिर से वोल्टेज में बदल सकते हैं और सीरीज में एक रेजिस्टेंस कर सकते हैं तो क्या होगा यदि आप फिर से वोल्टेज सोर्स में बदल सकते हैं तो यह 9 गुणा 3 जो 27 वोल्ट हो जाएगा फिर सीरीज में 3 ओम रेजिस्टेंस के साथ फिर से सीरीज में 3 ओम रेजिस्टेंस के साथ जो कि आकृति में दिया गया है और फिर आप टर्मिनल a b को शॉर्ट सर्किटेड कर रहे हैं अब यह बहुत सरल हो गया है जिसे आप केवल सर्किट से ही देख सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट करंट का मूल्य क्या होगा यहां वोल्टेज सोर्स 27 को 6 से विभाजित किया जाए ताकि शॉर्ट सर्किट करंट वैल्यू होगी जो कि आपको वह 45 एम्पियर मिलेगा तो अब आपको नॉर्टन करंट Nortons current मिला है जो कि 45 एम्पीयर शॉर्ट सर्किट करंट है तो आखिरकार आपके नॉर्टन एक्विवैलेन्ट Nortons equivalent क्या होगा नॉर्टन एक्विवैलेन्ट Nortons equivalent 45 एम्पीयर करंट सोर्स होगा जो रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल है जो टर्मिनल a b में 3 ओम है तो आपको नॉर्टन एक्विवैलेन्ट सर्किट Nortons equivalent circuit मिलता है इसलिए इसके साथ हम अपने आज के सत्र को बंद कर देते हैं इस सत्र में हमने नॉर्टन थ्योरम Nortons Theorem के बारे में चर्चा की विशेष रूप से उन मामलों में जहां इंडिपेंडेंट वोल्टेज या करंट सोर्स उपलब्ध हैं इसलिए हम अगली कक्षा में अपनी नॉर्टन थ्योरम Nortons Theorem पर चर्चा जारी रखेंगे जहां हम उन स्थितियों के बारे में अधिक चर्चा करेंगे जब डिपेंडेंट सोर्स सर्किट में उपलब्ध हैं और हमें पता चलेगा कि हम उन सर्किटों को कैसे हल करेंगे धन्यवाद